सुप्रभात 3D मापो के व्याख्यान में पुनः स्वागत अब हम आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मशीनिंग साइंस लैबोरेट्री मे ले जाएंगे और हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन CMM क्या है इसलिए यह कॉर्डिनेट मेजरिंग मशीन हमारी मशीनिंग साइंस लैब में है स्पेक्ट्रा कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन यह वर्टिकल बार है यह एक ब्रिज टाइप कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन है इसके पास 18 न्यूमेटिक बियरिंग है इसलिए 1 बियरिंग इस तरह है ठीक है 1 इस स्तंभ पर है 11 इस स्तंभ में इसलिए जब हम बेलो को हटाते हैं हम देख सकते हैं वहां पर अंदर एक बियरिंग है इसलिए इस तरह 11 बियरिंग हैं1 इस तरफ और 6 उस तरफ 11 1 6 18 है इसलिए यह एक न्यूमेटिक बियरिंग है जोकि स्तंभों को और विभिन्न दूसरी गतिविधियों को चलाने में सहायता करता है ठीक है इसलिए बेलो हमारी सहायता करता है उसे धूल से बचाने के लिए या उसकी धूल से रक्षा करने के लिए इसलिए यह यहां पर मुक्त रूप से चल सकता है इसलिए मैं इसको दबा सकता हूं और नीचे हवा के कारण स्प्रिंग मोशन उत्पन्न कर सकता हूं जैसे कि दोनों सतहों के बीच में हवा बहाकर यह दबा सकता है और स्प्रिंग गति उत्पन्न कर सकता है इसलिए वह एक तरफ से उस तरफ तक चल सकता है इसलिए इस तरफ 6 बियरिंग हैं ठीक है इसलिए किनारे से किनारे तक चालन संभव है संपूर्ण सूखी हवा के कारण माइक्रोफिल्म बहती है इसलिए यह नियंत्रक है जोकि कंप्रेसर के लिए स्विच ऑन और ऑफ के लिए इस्तेमाल होता है ठीक है इसलिए यह नियंत्रक बटन है इसलिए हमारे पास रेनिशा सर्वो पावर एंपलीफायर है रेनिशा कंपनी है जोकि CMM बनाती है इसलिए यह नली नलिका है जहां से कंप्रेसर से दबी हुई हवा आ रही है इसलिए यह केसर कंप्रेसर है प्रशीतन नुमा हवा कंप्रेसर है यह 100 प्रतिशत नमी मुक्त है जोकि यंत्र को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाएगा इसलिए कंप्रेसर जो हमें इस्तेमाल करना है वह नमी रहित होना चाहिए आप जानते हैं इन बेलो का इस्तेमाल करके हम यंत्र को धूल और दूसरी अशुद्धता से बचाना चाहते हैं इसलिए धूल के कण चलित घटकों के बीच में आ जाते हैं और अपघर्षक की तरह व्यवहार नहीं करते हैं लंबे समय तक चलने पर यह यंत्र को बिगाड़ सकते हैं इसलिए उसको बचाने के लिए और यंत्रों को भी जीर्णशीर्ण होने से बचाने के लिए इस तरह का रेफ्रिजरेशन एयर कंप्रेसर और मॉइस्चअ फ्री एयर कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है यह नियंत्रण वाल्व है इसलिए कंप्रेसर का फ्रंट व्यू इस तरह से दिखता है यह कैसर हवा कंप्रेसर है इसलिए यह हमारी कॉर्डिनेट मेजरिंग मशीन है जैसा मैंने पहले कहा यह 3D वस्तुओं के मापदंडों को मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है 3D वस्तुएं जटिल ज्यामितीय या कुछ नमूने हो सकता है इसलिए हम CMM की सहायता से माप सकते हैं इसलिए इसके 3 अक्ष हैं ठीक है x y और z यह एक 3D वस्तु है जो कि हम कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन के इस्तेमाल से मापेंगे हम इस वस्तु की विशेषताएं मापने की कोशिश करेंगे इसलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि कई सर्किल है ठीक है सेंटर सर्किल है एक सेंटर सिलेंडर यहां पर ठीक है हमारे पास यहां पर सर्किल है ठीक है उसके बाद हमारे पास 6 सिलेंडर सेंटर सिलेंडर के आसपास हैं ठीक है मैं बस इस संपूर्ण सिलेंडर को मापुंगा ठीक है उसके बाद मैं मापुंगा और इन 6 सर्किल को अवस्थित करने की कोशिश करुंगा बेलनो को नहीं इसलिए अन्य दिशा में हमारे पास एक कोन भी है हमारे पास यहां पर यह कोन है हमारे पास यह प्लेन एक कोण पर है यह प्लेन यह तल और यह तल 90 डिग्री पर है इसलिए मुझे पहले अक्ष के बारे में बात करने दीजिए ठीक है यह 3 अक्ष हैं जब मैं स्विच ऑन करता हूं आप देख सकते हैं कि यह सूचक ऑन है इसलिए यह हमारा y अक्ष है जब मैं इस दिशा में चलता हूं यह हमारा y अक्ष है ठीक है यह हमारा z अक्ष है वास्तव में यह LVDT है हमारे पास 3 LVDT है प्रत्येक अक्ष के पास LVDT है यह LVDT z अक्ष के लिए है इसलिए ऊपर स्तंभ के अंदर हमारे पास यहां पर y अक्ष के लिए और हमारे पास x अक्ष के लिए भी यहां पर ठीक है यह प्रोब जिसको हम 90 से 180° तक घुमा सकते हैं ठीक है दूसरा यह 180° है ठीक है आप इसको भी घुमा सकते हैं और यह भी घूम सकता है 90° तक 0 से 90 तक ठीक है इसलिए हम इसको यहां पर 90 डिग्री तक इंडेक्स कर सकते हैं इसलिए बिंदु को 180 तक इंडेक्स करिए इसलिए यह अग्र अवस्था स्टाइलस कहलाती है इसलिए यह स्टाइलस है यदि आप स्टाइलस का छोर देखेंगे यह नीलम पदार्थ का है और व्यास 2 mm है इसलिए आपको बता दें कि यह चक्कर A कहलाता है और यह चक्कर B कहलाता है ठीक है इसलिए A 90 डिग्री तक घूम सकता है B 180 डिग्री तक घूम सकता है ठीक है 90 इस दिशा में यह B तक घूम सकता है 180 तक घूम सकता है या हम आपको सॉफ्टवेयर की सहायता से यह विस्तृत करने की कोशिश करेंगे सॉफ्टवेयर का नाम टैनग्राम सॉफ्टवेयर है तो यहां कैसे शुरू करें आप सबसे पहले UCC सर्वर पर क्लिक करें UCC यूनिवर्सल CMM कंट्रोलर है इसलिए हमारे पास रेनिशा UCC कंट्रोलर जोकि एक कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन के हार्डवेयर को कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन के पोषक संगणक से जोड़ने के अनुरूप रूपित किया गया है इसलिए यह पोषक संगणक है हमारे पास हार्डवेयर यंत्र है इसलिए रीड हेड्स प्रोब्स प्रोब हेड कंट्रोलर्स लिमिट स्विचिज इमरजेंसी स्टॉप एनालॉग सिगनल्स सरवर एंपलीफायर जॉय स्टिक यूनिट यह सारी चीजें कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन के घटक हैं UCC का उद्देश्य अग्रंत सॉफ्टवेयर से CMM के नियंत्रण की आज्ञा देना है कंट्रोलर CMM प्रोब सिस्टम को एक नियंत्रण संकेत जोकि अपेक्षित प्रतिक्रिया को देने के लिए जरूरी है देता है उदाहरण के तौर पर लक्ष्य को दिए गए मापदंडों के आधार पर अवस्थित करना इसलिए यह कुछ निश्चित उद्देश्य हैं जोकि UCC नियंत्रक सिद्ध करता है जैसे कि डाटा ट्रांसफर और कंट्रोल इसलिए उसके बाद एक कंट्रोलर के साथ संपर्क उसके बाद वशिष्ठ नियंत्रण विशेषताएं भी हैं जैसे कि CMM मेजरिंग एक्यूरेसी एनहैंसमेंट उसके बाद मेजरमेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम हम अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं डिजिटाइजिंग और स्कैनिंग योग्यताएं भी है उसके बाद यहां पर नियंत्रक के इस्तेमाल से डाटा फिल्टरिंग भी हो सकता है क्योंकि हम दस्तावेज IGES प्रारूप में उत्पन्न कर सकते हैं तो IGES प्रारूप क्या है हम IGES प्रारूप उत्पन्न करेंगे जोकि बहुत सारे बीजांको को उत्पन्न करेगा जिसके पास भी बीजांको की सूचना होगी और जब आकार बनाएगा तब उन प्रारूपों को इस्तेमाल कर सकता है एक चीज और बस एक ज्यामितीय आकार होना चाहिए दूसरी चीज हमारे पास आंकड़ा एक्सेल प्रारूप में होना चाहिए हमारे पास आंकड़ा IGES प्रारूप में होगा इसलिए ग्राफिक यूजर इंटरफेस कोई भी गहराई में सीखने की कोशिश कर सकता है इसलिए यह चीजें संभव है अन्य घटकों में इंटरफेसिंग इस UCC कंट्रोलर से भी संभव है इसलिए अगला मैं वस्तु की विशेषताओं को मापने के लिए मंच उत्पन्न करने की कोशिश करुंगा इसलिए हम मशीन पर क्लिक करते हैं ठीक है हम यहां पर दाया क्लिक और क्लिक सेट जब हम यहां पर सेट पर क्लिक करते हैं इसलिए जब हम यस पर क्लिक करते हैं अब मशीन अपनी ग्रह अवस्था पर जा रही है अब रेफरेंस टूल है जब आप क्लिक करते हैं मशीन अपनी ग्रह अवस्था में जा रही है इसलिए आप देख सकते हैं मशीन अपनी ग्रह अवस्था पर अपने आप जा रही है इसलिए ग्रह अवस्था पर कई उद्देश्य के लिए जा रही है पहली चीज यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक घटक ढंग से काम कर रहा है दूसरी चीज मशीन अब किसी भी अपेक्षित अवस्था में ले जाने के लिए मुक्त है जब भी संचालक उसको ले जाना चाहे ठीक है वह जाएगी प्रतीक्षा करिए पहले z ग्रह अवस्था पर गई और वह y ग्रह अवस्था पर गई और वह x ग्रह अवस्था पर गई मैं इसको फिर से दोहरा सकता हूं इसलिए पहली z ग्रह अवस्था है उसके बाद y ग्रह अवस्था यह y और x एक साथ चल रहे हैं y और x ग्रह अवस्थाएं इसलिए अब वह गृह अवस्था पर पहुंच चुकी है अब मशीन अवस्थित है ठीक है अन्य घटक हमारे पास यह सॉफ्टवेयर है और हमारे पास यह ग्रेनाइट सरफेस प्लेट या सरफेस टेबल है यहां पर यह 0 सरफेस प्लेट जैसा कि मैंने कहा परिशुद्धता काफी ऊंची है और थर्मल एक्सपेंशन 0 है ठीक है इसलिए मशीन का आकार 500 है यह दूरी x यह दूरी 500 5 6 4 यह दूरी यहां से यहां तक 600 है यह दूरी 600 है और ऊंचाई 400 है इसलिए यह 5 6 4 कहलाती है इसलिए यह स्पेक्ट्रा 5 6 4 है इसलिए अगला घटक जॉय स्टिक है इसलिए जब हम जॉय स्टिक को क्लॉकवाइज घुमाते हैं वह नीचे की दिशा में चलता है जब मैं उसे एंटीक्लॉकवाइज घुमाता हूं वह z ऊपर की दिशा में चलता है ठीक है इसलिए यह बाया x एक्सेस मोशन और इसी तरह मेरे पास दाया x एक्सेस मोशन y अक्ष फिर से पीछे की तरफ उसके बाद आगे की तरफ इसलिए साधारण जॉय स्टिक संचालक जो केवल y और x अक्ष को नियंत्रित करता है वह काफी कुछ यहां पर इस चाल के समान है इसलिए केवल एक चीज यह है कि इस नाब को एंटीक्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज z अक्ष को तेज चलाता है यह फास्ट फॉरवर्ड है इसलिए यह जॉय स्टिक x y और z है इसलिए यह सेंसेटिव मोड का अनुबंध है यदि यह अपेक्षित है इसलिए हम इस पर काम नहीं करेंगे यहां पर सॉफ्टवेयर टैनग्राम है यहां पर सूचक है सूचक झपकेगा और जब यह छुएगा और एक बीप आवाज़ भी आएगी इसलिए हम वास्तव में रिकॉर्डिंग वीडियो के ऊपर आवाज़ रखने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए वास्तव प्रयोगशाला परिस्थितियां काफी शोरगुल भरी हैं हम आपको वास्तव प्रयोगशाला परिस्थितियां भी दिखाने की कोशिश करेंगे जब हम मापन शुरू करेंगे और आपको आवाज़ और शोर को सुनाने की कोशिश भी करेंगे अब हम न्यू प्रोजेक्ट खोलते हैं तब स्क्रीन खुलती है इसलिए पहले हम रेफरेंस सिस्टम लेते हैं उसके बाद हम 3 बिंदु ऊपरी प्लेन से और 3 बिंदु अन्य प्लेन से और सिलेंडरिकल बिंदु एक क्षेत्र से उसके बाद हम प्लेन चुनते हैं और जॉय स्टिक को चलाते हैं इसलिए यह हमारा वर्कपीस है जिस की विशेषताओं को हम मापेंगे इसलिए हम इस प्लेन पर 3 बिंदु लेंगे 3 बिंदु इस प्लेन पर ठीक है इसलिए यह हमारा सिलेंडर है यह प्लेन क्या है यह z y प्लेन है यह z x प्लेन है ऊपरी प्लेन क्या है यह x y प्लेन है ठीक है इसलिए यह हमने प्लेन को चुन लिया है प्लेन 1 यह बिंदुओं को अभिलिखित करने की कोशिश करेगा कम से कम 3 बिंदु अपेक्षित है एक प्लेन को परिभाषित करने के लिए इसलिए हम जॉय स्टिक के इस्तेमाल से बिंदुओं को अभिलिखित करेंगे हम प्रोब को घटक के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं जब हम प्रोब के अग्रभाग जोकि नीलम पदार्थ का है को छूएंगे हम फिर से कर रहे हैं हमने प्लेन को चुना है इसलिए सारे घटकों को चलाने से पहले हमारे पास पॉइंट लाइन प्लेन सर्किल आर्क सिलेंडर 8 बिंदु कोन पर 8 बिंदु स्फियर पर इस लेयर स्लॉट स्क्वायर स्लॉट्स इलिप्स करव सरफेस के लिए हमें विविध बिंदुओं की जरूरत है वहां पर सब कुछ है आप जानते हैं यहां पर इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी वस्तुएं हैं और यह बस साधारण या स्ट्रक्चर्ड सर्फेसेस हैं फ्री फॉर्म सर्फेस तब हैं जब हम फ्री फॉर्म्स को मापते हैं उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस एंगिल पॉइंट है यह कंस्ट्रक्शन मेजर्स ठीक है लेकिन हमको प्लेन और लाइन को मापना है इसलिए यह एक साधारण उपाय कार्यवाही है जोकि निर्माण था उसके बाद हमारे पास विभिन्न अन्य उपकरण हैं जैसे कि एक त्रिआयामी अन्य रूप इत्यादि इसलिए हम बस इसको छू रहे हैं 1 2 और 3 ठीक है 3 बिंदु अब हमारे सॉफ्टवेयर में अभिलिखित हो गए हैं इसलिए उसने यह प्लेन यहां पर दिखा दी है यह प्लेन 1 अब परिभाषित हो चुकी है हम इस प्लेन का नामकरण भी कर सकते हैं हम इसको x y प्लेन नाम दे सकते हैं हम इसका कोई भी नाम चिन्हित कर सकते हैं हम प्लेन का नाम भी दे सकते हैं लेकिन उसने इसे अभी अभी प्लेन 1 चिन्हित किया है क्योंकि आपने इसका डिफॉल्ट नाम नहीं बदला जोकि प्लेन 1 था अब हम फिर से प्लेन चुनेंगे वह प्लेन 2 चुनेगा अब मैं y z प्लेन 1 2 और 3 चुन रहा हूं आप वहां पर प्रकाश झपकते हुए देख सकते हैं जिसका मतलब प्रोब ने 1 2 3 3 बिंदुओं को अभिलिखित कर लिया है और दूसरे प्लेन जोकि इसके लंबवत है उत्पन्न हो चुका है प्लेन 1 और प्लेन 2 अब मैं सिलेंडर को मापुंगा इसलिए 3 बिंदु प्लेन के लिए चुने गए थे सिलेंडर के लिए 8 बिंदुओं की जरूरत है ठीक है 8 बिंदु 4 बिंदु एक प्लेन में 4 अन्य बिंदु दूसरे प्लेन में 4 बिंदु एक प्लेन मतलब 4 बिंदु मुझे सिलेंडर का स्थान बता देंगे वह एक सर्किल चिन्हित कर लेगा अन्य 4 बिंदु गहराई में उसके बाद शुरुआती प्लेन दूसरा सर्किल देगा यह दोनों सर्किल एक सिलेंडर को उत्पन्न करने के लिए सहायता करेंगे कोन भी इसी तरह उत्पन्न किया जा सकता है इसलिए यह 1 2 3 और 4 ठीक है इसी तरह थोड़ी गहराई 1 2 3 और 4 ठीक है यह सिलेंडर रूपरेखा उत्पन्न की जा चुकी है आप यहां पर देख सकते हैं इसलिए हमारे पास प्लेन एक प्लेन दो और सिलेंडर है अब हम रेफरेंस सिस्टम को निर्धारित कर सकते हैं कि हमारा रेफरेंस सिस्टम बाकी वर्कपीस के लिए क्या होना चाहिए इसलिए हम इस सिलेंडर के केंद्र को क्षेत्र बना कर रख सकते हैं उसके लिए मुझे क्या करना होगा मैं रेफरेंस सिस्टम को चुनता हूं प्राइमरी एक्सेस को चुनिए प्राइमरी एक्सेस यहां पर है अब मैं प्राइमरी एक्सेस के बाद चुन लूंगा मैं प्लेन एक माइनस z दिशा को चुन लूंगा वह प्लेन 1 प्लेन 2 और सिलेंडर होगा प्लेन 1 प्लेन 2 और अगला सिलेंडर है ठीक है इसलिए सिलेंडर का केंद्र मेरा ओरिजिन है आप देख सकते हैं यहां पर सिलेंडर का केंद्र मेरा ओरिजिन है इसलिए यह मेरा रेफरेंस है दो प्लेन और एक सिलेंडर केंद्र ने हमको रेफरेंस सिस्टम को चुनवाया है इसलिए हमें यहां पर ओरिजिन बिंदु मिल गया वह केंद्र बिंदु या ओरिजिन बिंदु है इसलिए अगला मापदंडों को कैसे मापा जाए हम यहां पर सर्किल को मूलभूत सर्किल को चुन सकते हैं यहां पर यह कोन भी है इसलिए सर्किल को मापने के लिए हम यहां से सर्किल चुनेंगे उसके बाद माप मापदंडों को इसलिए यह 2 mm से वापस लेने की कोशिश कर रहा है हमने इसको बदलकर 1 mm कर दिया है इसलिए एक सर्किल को स्थित करने के लिए कम से कम 3 बिंदु अपेक्षित हैं इसलिए हम एक पर वापस लेते हैं इसलिए यह 1 2 3 है सर्किल अब स्थित हो चुका है क्योंकि इस बिंदु पर पहले से ही हमारे पास ओरिजिन है हमारे पास ओरिजिन है ओरिजिन की दूरी यहां से और इस सर्किल से अपने आप ही स्थित हो जाएगी पहले सर्किल एक और हमारे पास यहां पर यह x सर्किल उत्पन्न हो सकता है इसलिए मैं यहां पर सिलेंडर उत्पन्न नहीं कर रहा हूं मैं केवल एक सर्किल उत्पन्न कर रहा हूं हम इसको 8 बिंदुओं को लेकर भी उत्पन्न कर सकते हैं जैसे कि हमने पिछले सिलेंडर के लिए किया या सेंटर सिलेंडर के लिए अब दूसरा दूसरा सर्किल ठीक है इसलिए मुझे आपको प्रयोगशाला परिस्थितियों को दिखाने दीजिए कि प्रयोगशाला में क्या आवाज़ है मैं बस यहां पर अपनी ध्वनि को स्विच ऑन कर लूँगा आप देख सकते हैं 1 2 3 4 हमारे पास 4 चिन्हित बिंदु हैं 3 बिंदु न्यूनतम के लिए चौथा बिंदु भी चिन्हित किया जा सकता है इसलिए आप प्रयोगशाला परिस्थितियों को देख सकते हैं यहां पर बहुत शोर है इसीलिए हमने इसको अलग से प्रयोगशाला में रिकॉर्ड किया है इसलिए हम देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि सूचक की झपक भी वहां पर है और बीप भी वहां पर है 1 2 3 4 4 बिंदु चिन्हित है ठीक है हम इसके साथ शुरुआत कर सकते हैं सर्किल के लिए 4 बिंदु चुनना बेहतर है इसलिए इसी तरह हम इन सर्किल 1 2 3 और 4 को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जब वह प्रोब सतह को छू रहा है यह बिंदु यहां पर चिन्हित हो गए हैं इसलिए यह 6 सर्किल यहां पर स्थित हो गए हैं ठीक है अब फिर से प्लेन चुनिए इसलिए यह तिरछा प्लेन मापेगा हमें यह तिरछा प्लेन यहां पर बनाने दीजिए हम 1 3 4 भी चिन्हित करने की कोशिश करेंगे हम 3 से ज्यादा बिंदुओं को भी चिन्हित कर सकते हैं इसलिए यह तिरछा प्लेन भी यहां पर स्थित हो गया है इसलिए इन दोनों प्लेनस् के बीच में क्या कोण है यह तिरछा प्लेन और यह x y प्लेन इसलिए हम कंस्ट्रक्शन की तरफ जा सकते हैं आप भी देख सकते हैं यहां पर हमारे पास माप है और हमारे पास यहां पर कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन के अंदर हम एंगल पर क्लिक कर सकते हैं अब यह पूछेगा कि किन वस्तुओं के बीच में आपको एंगल चाहिए प्लेन एक और प्लेन तीन ठीक है इसलिए प्लेन 1 और प्लेन 3 के बीच में कोण 45 डिग्री है इसलिए यह कोण है यह 45 डिग्री कोण दिखा रहा है इसलिए कोण की तरह हम सिलेंडर 1 और सर्किल 1 के बीच की दूरी भी माप सकते हैं यह सिलेंडर 1 और सर्किल 1 था ठीक है इसलिए हम डिस्टेंस चुनेंगे हमने यहां पर सिलेंडर 1 और सर्किल 1 के बीच की दूरी चुन ली है इसलिए हमारे पास यहां पर चुनी हुई दूरी है कोण की जगह पर दूरी है सिलेंडर 1 और सर्किल 1 के बीच की दूरी ठीक है इसलिए यह सर्किल 1 है और सिलेंडर के बीच की दूरी वह ओरिजिन है 1198 है यह नॉमिनल और मेजरड दिखा रहा है ठीक है यहां पर विभिन्न प्लेंस यह x y प्लेन है यह y z प्लेन है यह x z प्लेन है यह फिर से y z प्लेन है इसलिए यह फिर से x z प्लेन है इसलिए अब इसको 90 डिग्री घुमाइए A 90 डिग्री B 180 ठीक है मुझे इसे फिर से करने दीजिए A 90 B 180 है यदि मैंने यह बदला है मुझे इस बदलाव को सॉफ्टवेयर में भी रखना पड़ेगा इसलिए मैं A 90 और B 180 रखूंगा इसलिए मैं यह मूवमेंट रख रहा हूं इसका मतलब यदि आप देख रहे हैं यह A 90 B 180 है ठीक है आप यहां पर देख सकते हैं A 90 B 180 हम यस क्लिक करते हैं क्योंकि अब हम मापने जा रहे हैं अब y z प्लेंस इसी वजह से हमने इसको इस दिशा में घुमा दिया है यह इस तरफ एक लॉकिंग नट है लॉकिंग स्ट्रे दूसरी तरफ है हमने प्रोब को बंद कर दिया है अब हम इस y z प्लेन को फिर से प्रयोगशाला में मापेंगे इसलिए हम यहां पर 8 बिंदुओं 1 2 3 4 को प्रयोगशाला परिस्थितियों में मापेंगे ठीक है इसलिए हमने एक और सिलेंडर को यहां पर स्थित किया है ठीक है जोकि सिलेंडर 1 से 90 डिग्री पर है और सिलेंडर 2 यह सिलेंडर 2 है यह सिलेंडर 1 से 90 डिग्री पर है इसलिए प्लेंस से कितनी गहराई है इसलिए हम फिर से प्लेन चुनते हैं अब यह y z प्लेन है 1 2 और किसी भी बिंदु पर आप बस इसे छू सकते हैं 3 यह y z प्लेन है इसलिए हम कंस्ट्रक्शन पर जाते हैं और प्लेन से दूरी को देखने की कोशिश करते हैं हमें प्लेन का कोण सिलेंडर 2 के साथ देखने दीजिए यदि आप किसी ऊंची स्थिति में ले जाते हैं और हम यहां पर कंस्ट्रक्शन पर जाएंगे उसके बाद हम एंगिल चुनेंगे ठीक है यह एंगल चुन लिया गया है प्लेन 1 एंटर और सिलेंडर 2 के बीच में कोण होना चाहिए सिलेंडर 2 एंटर ठीक है अब हम यस पर क्लिक करेंगे अब इस प्लेन और इस सिलेंडर के बीच में क्या कोण है सिलेंडर और इस प्लेन के बीच में क्या कोण होना चाहिए क्या कोई कोण है नहीं कोण 0 होना चाहिए हमको देखने दीजिए क्या कोण है संगणक की क्या सूचनाएं है इसलिए यह कोण को 0173304 दिखा रहा है यह 01 के काफी नजदीक है ठीक है इसलिए यह 0 है ठीक है इसलिए कोण 0 है जोकि कंस्ट्रक्शन के इस्तेमाल से हम कोण दूरी माप सकते हैं उसके बाद गहराई वृत्तांश सारी चीजें मापी जा सकती हैं अब हम इस कोन को मापेंगे यह कोन यहां पर फिर से इस कोन को मापने के लिए हम स्थिति को बदलेंगे A को उसकी 0 स्थिति में वापस आना होगा आप A 0 और B 0 चुनेंगे इसलिए हम यस क्लिक करेंगे ठीक है इसलिए A फिर से 0 स्थिति में लाया गया है और B फिर से 0 स्थिति में लाया गया है कोण 00 है नट को यहां पर लॉक कर दीजिए ठीक है अब हम कोन को मापेंगे इसलिए यह यहां पर निर्गत हुआ है अब हम बिंदुओं को चिन्हित करेंगे हम कोन 1 2 3 4 दूसरे प्लेन में थोड़ी सी गहराई इसलिए 4 बिंदु एक प्लेन में 4 बिंदु अन्य प्लेन में हमने चिन्हित किए इसलिए इसने 4 4 8 बिंदु दो अलग अलग प्लेंस में उत्पन्न किए इसलिए यह यहां पर मेजरड और यह नॉमिनल माप हैं इसलिए हमें देखने दीजिए यह भी कोन की ऊंचाई रेफरेंस प्लेन से दे रहा है इसलिए कोन यहां पर है इसलिए कोन कोण यहां पर दिखाया गया है कोन एंगिल 45 डिग्री है इसलिए इसके बाद हम A 90 और B 0 के लिए जाते हैं A 90 होगा 0 स्थिति में ही रखा गया है मुझे A को 90 मैं बदलने दीजिए A 90 डिग्री में बदल दिया गया है और B 0 स्थिति में ही है इसलिए हमें दूसरी तरफ प्लेन को मापने दीजिए इसका नाम प्लेन पांच रखा जाएगा इसलिए यह y z प्लेन है वह y अक्ष है और z अक्ष इसलिए हम तीन बिंदु चुनेंगे हम यहां पर एक और प्लेन y z प्लेन जांच करेंगे हम 3 बिंदु y z प्लेन सर्किल के पास जांच करेंगे इसलिए हम यह प्लेन एक कोण 1 2 3 पर मापेंगे ठीक है इसलिए हम प्लेन चुनते हैं 3 बिंदु y z प्लेन सर्किल के पास लीजिए यह एक कोण पर एक प्लेन है अब यह CMM का सामर्थ्य या सुंदरता है कि व्यवस्था का इस्तेमाल करके हम सारे मापदंडों को विभिन्न दिशाओं में माप सकते हैं आप जानते हैं यह एक संरचना है या यह विदित मापदंड सिलेंडर कोन की संरचना है और वह सारी चीजें मुक्त रूप भी मापे जा सकते हैं ठीक है इसलिए हम आंकड़ों को IGES प्रारूप में संग्रहित कर सकते हैं इसलिए यह सारे मापदंड निर्यात किए जा सकते हैं उसके बाद हम इन्हें दस्तावेज में सुरक्षित रख सकते हैं वह सारी चीजें हो सकती हैं इसलिए वह अब दूसरी तरफ y z प्लेन पर सर्किल माप रहे हैं इसलिए हम आंकड़ों को एक्सेल प्रारूप में सुरक्षित कर सकते हैं अब यह सर्किल फिर से मापा जा रहा है यह प्लेन फिर से मापा जा रहा है y z प्लेन मापा जा रहा है ठीक है अब हम y z प्लेन पर सर्किल मापेंगे इसी तरह दूसरी तरफ भी सर्किल हैं वास्तव में दूसरी तरफ सिलेंडर भी है ठीक है लेकिन हम केवल सर्किल को ही मापेंगे इसलिए आप देख सकते हैं यह सर्किल स्थित है बड़ा सर्किल प्लेन सर्किल 7 पर प्लेन 6 पर यह सर्किल 7 यहां पर स्थित है इसी तरह हम सारी विशेषताओं को स्थित कर सकते हैं लेकिन अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा इसलिए हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे आंकड़ों को सुरक्षित किया जाता है इसलिए IGES प्रारूप यहां पर है IGES प्रारूप आंकड़ा सुरक्षित किया जा सकता है IGES प्रारूप के अंदर IGES पर क्लिक करिए इसलिए कौन सा आंकड़ा हमको सुरक्षित करना है कौन से क्षतिपुरण बिंदु उसके बाद हम उसको IGES प्रारूप में निर्यात कर लेंगे ठीक है इसलिए यह डेस्कटॉप फ्रेम करव IGES फ़ॉर्मेट के अंदर वहां स्थित है इसलिए हम IGES प्रारूप पढ़ सकते हैं आंकड़ों को एक्सेल के अंदर भी उत्पन्न कर सकते हैं हम पीडीएफ दस्तावेज भी रख सकते हैं अब हम पीडीएफ दस्तावेज बना रहे हैं हमने इसका नाम a b c d रखा है अब हम इसको पीडीएफ की तरह सुरक्षित करेंगे यह पहले से ही यहां पर सुरक्षित है इसलिए अब मैं पीडीएफ दस्तावेज खोल रहा हूं इसलिए यह अंश सूची हमने उत्पन्न करी है यह प्लेन और प्लेन X Y के माप और Z के माप संज्ञात्मक है डीविएशन क्या है ऊंचा नीचा और आप जानते हैं यह डीविएशन है यह डिस्ट्रीब्यूशन वास्तव में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन यहां से टॉलरेंस भी ली जा सकती है उसके बाद पहले प्लेन 1 मापा जा सकता है उसके बाद उसके लिए प्लेन 2 माप सकते हैं सिलेंडर के लिए हमारे पास X Y Z सिलेंडर का व्यास है सिलैंडरिसिटी 0 के पास है उसके बाद उसके लिए σ मान उसके बाद सर्किल के लिए सर्कुलरइटी सर्कुलरइटी 00 है इसकी तरह यह परिशुद्ध सर्किल है इसलिए X Y और Z निर्देशांक और सर्किल का व्यास वह 6 mm व्यास है इसलिए यह 6 के पास दिखा रहा है यह 12 mm व्यास है इसलिए यह 1199 mm है यह काफी कुछ 12 mm के पास है उसके बाद सर्किल 2 सर्किल 3 सर्किल 4 सर्किल 5 सारे सर्किल पहला सर्किल या सिलेंडर जो कि हमारे पास है इसी तरह सर्किल 2 सर्किल 3 सर्किल 4 सर्किल 5 और उसके लिए माप इसलिए उसके बाद हमारे पास सर्किल 6 है प्लेन 3 जोकि x y प्लेन था पहला कोण जो हमने मापा प्लेन 1 और प्लेन 3 के बीच में 45 डिग्री था उसके बाद हमने ओरिजिन के बीच की दूरी मापी ओरिजिन जोकि सिलेंडर और सर्किल दूरी जो कि यहां पर दी हुई है उसके बाद सिलेंडर की विशेषताएँ इसलिए यह सारी विशेषताएँ यहां पर सुरक्षित हैं प्लेन 1 और सिलेंडर 2 के बीच की दूरी अगर आपको याद हो यह दूरी 017 थी ठीक है इसलिए यह दूरी यहां पर दिखाई गई है इसलिए यह सारी विशेषताएँ क्योंकि हमने मापी यहां पर भी सुरक्षित है आंकड़ा सुरक्षित है यह आंकड़ा ही नहीं बल्कि निर्देशांक भी हम इनमें से समीकरणों को भी उत्पन्न कर सकते हैं हम त्रिआयामी को भी प्राप्त कर सकते हैं यह वही त्रिआयामी विशेषता है यह आकार इसी तरह जैसा मैंने कहा था यह पॉइंट क्लाउड से है मैं यह आंकड़ा पढ़ सकता हूं मैं कर सकता हूं क्योंकि यह स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के लिए है इसलिए मैं बस हस्त चलित संचालन इस्तेमाल करता हूं मैं CNC संचालन भी इस्तेमाल कर सकता हूं CNC संचालन के अंदर हम क्या करते हैं हम वास्तव में जॉय स्टिक को दूर रख देते हैं हम जॉय स्टिक को इस्तेमाल नहीं करेंगे और बस मशीन को आदेश देंगे कि प्रत्येक 1 mm या प्रत्येक 2 mm पर वह बिंदुओं को स्थित करेगा इसलिए आप देख सकते हैं मैं उसको प्लेन के पास ले आया हूं इसलिए नॉमिनल पाथ ऑटो मेजर वक्र 3 का शुरुआती बिंदु ऑटो मेजर करना यह ऑटोमेटिक मोड है इसलिए शुरुआती बिंदु स्थित हो गया है जोकि उच्चतम पद 3 mm है यह पद 3 mm है डेंसर मैश या डेंसर प्वाइंट क्लाउड स्थित करने हैं हम इस लंबाई को कम कर सकते हैं हमें इसे किसी छोटी लंबाई 1 mm तक कम करने दीजिए ठीक है चलें हां छोर को उस स्थान पर ले जाइए जोकि स्कैन के पहले बिंदु से स्पष्ट है अब प्रत्येक 1 mm पर हम 80 पर क्लिक करते हैं प्रत्येक माप बिंदु को स्थित करने लगता है फर्स्ट रेफरेंस प्वाइंट इस बिंदु से शुरू हो गया है हमने जॉय स्टिक यहां पर रखा है यह अपने आप चल रहा है आप देख सकते हैं कि प्रत्येक 1 mm पर यह माप रहा है यह बिंदुओं को यहां पर अभिलिखित कर रहा है आप जानते हैं बिंदु यहां पर जुड़ रहे हैं जब तक इसकी सीमा पार नहीं हो जाती यह तब तक अभिलिखित करता रहेगा जैसा कि इस दिशा में x अक्ष 500 यह 500 mm चल सकता है इसलिए यह 500 तक चल सकता है और जब तक यह वर्कपीस यहां पर खत्म ना हो जाए यहां पर कुछ भी नहीं पाएगा ठीक है इसलिए यह 1 mm है इसलिए मुझे इसे फिर से करने दीजिए इसलिए आप जानते हैं अंत में अब यह 90 डिग्री पर अन्य दिशा की ओर चल चुका है और पिछला वाला अब फिर से यहां पर बिंदुओं को स्थित कर रहा है इसलिए इसने केवल 13 प्रतिशत उत्पन्न करें हैं हमने आपको दिखाया कि उसने यहां पर मुझे लगता है 30 बिंदुओं से ज्यादा उत्पन्न किए हैं उसने ऐसा किया क्योंकि यह बिंदु स्थित हैं प्रत्येक 1 mm दूरी पर आप देख सकते हैं कि बिंदु उत्पन्न हो चुके हैं ठीक है इस तरह से एक मशीन का ऑटो मेजरड CNC बोर्ड काम करता है इसलिए हमने विशेषताओं को उत्पन्न किया है इसलिए हमने स्ट्रक्चर को उत्पन्न किया है यह स्ट्रक्चर्ड पॉइंट क्लाउड और ट्रायंगुलर मैश था हम कह सकते हैं कि अगला कदम अलाइनमेंट था इन आकारों का अलाइनमेंट संपूर्ण 3D आकार उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है ठीक है इसलिए इसने यह वक्र एक दूरी पर उत्पन्न किया है हमने वास्तव में होम पोजीशन को परिभाषित नहीं किया उसके वक्र को इस सरफेस जो कि हमने एक दूरी पर बनाई से उत्पन्न करने से पहले इसलिए हमें इसको फिर से करने दीजिए यह यहां पर आ गया है हमने A 0 और B 0 को नहीं बदला आप जानते हैं A 0 और B 0 को रखना चाहिए था इसलिए शुरुआती बिंदु को मापिए हमने A को 0 और B को 0 में बदला A 0 B 0 हम फिर से मापते हैं अब हमको दूरी को 2 mm रखने दीजिए और फिर से मापने दीजिए हमने जॉय स्टिक को यहां पर रखा है और अब यह माप रहा है और अब दरार 2 mm है इसलिए मशीन अब CNC मोड में काम कर रही है इसलिए इस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर और यह कॉर्डिनेट मेजरिंग मशीन काम करते हैं आप देख सकते हैं कि बिंदु यहां पर उत्पन्न किए जा रहे हैं आप देख सकते हैं बिंदु यहां पर उत्पन्न हो रहे हैं 6 बिंदु प्रत्येक 2 mm की दूरी पर उत्पन्न हो रहे हैं और ऑटो मेजर के द्वारा हम इस तरह से मापते रह सकते हैं इसलिए इस तरह से हम कॉर्डिनेट मेजरिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं यह जो हमने प्रयोगशाला में देखा वह कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन का बहुत ही साधारण या बहुत मूलभूत इस्तेमाल था हम वक्र अज्ञात वक्र या अनस्ट्रक्चर्ड फीचर्स को भी माप सकते हैं इसी के समान प्रक्रिया बिंदु उत्पन्न करने के लिए पालन करी जाएगी ठीक है CNC मोड का इस्तेमाल करते हुए हम बिंदुओं को उत्पन्न कर सकते हैं बिंदु बल भी उत्पन्न किया जा सकता है उसके बाद यदि हम कुछ विश्लेषण करना चाहते हैं तो ट्राएंगल मैश भी प्राप्त कर सकते हैं ट्राएंगल मैश की जरूरत तब होती है जब हमको बिंदुओं से आकार बनाने की जरूरत होती है पॉइंट क्लाउड से तब हम मैश को ऑप्टिमाइज करते हैं ठीक है त्रिकोण का क्या आकार अपेक्षित है उसके बाद हम उनको अलाइन करते हैं अंतिम चरण प्राप्त करने के लिए उनको अलाइन करते हैं और अंततः आंकड़े SGL प्रारूप में उत्पादन के लिए सुरक्षित रखे जा सकते हैं उत्पादक के लिए अभियंताओं के लिए इसलिए इस मोड पर यह सब 3D मापो के अंदर था इसलिए हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद हम आपसे फिर से अगली बार मिलेंगे धन्यवाद